कीवर्ड कंट्रोल प्रेशर स्प्लिट रेंज कंट्रोल एक्चुएटर सिग्नल प्रोसेसिंग कंट्रोल लॉजिक तो यह कैस्केड नियंत्रण बहुत बहुत आम है और ज्यादातर मामलों में बहुत सस्ती लागतों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शन देता है और इसलिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है अब हम कुछ अन्य नियंत्रण स्ट्रक्चर को देखते हैं जैसे चयनात्मक सेलेक्टिव ओवरराइड और विभाजन रेंज नियंत्रण स्प्लिट रेंज कंट्रोल इसलिए पहले चयनात्मक नियंत्रण के साथ शुरू करें इसलिए जैसा कि हमने कहा कि हम यहां जो कर रहे हैं वह यह है कि हम हैं हम क्या कर रहे हैं लूप मानक है एकमात्र परिवर्तन यहां आता है इसलिए हमने यहां जो दिखाया है वही सेंसर वास्तव में है हमने दिखाया है कि जैसे एक ही सेंसर मान हो रहे हैं उसी प्रक्रिया मान को किया जा रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है इसलिए इसका मतलब है कि एक ही प्रक्रिया वेरिएबलउदाहरण के लिए कमरे के तापमान को तीन अलग अलग सेंसर द्वारा समझे जा रहे हैं जो तीन पर हैं विभिन्न स्थानों इसलिए हालांकि उन्हें यहां से टैप किया जा रहा है तो ये संकेत समान नहीं हैं लेकिन वे हैं समान होंगे और फिर यहां हमारे पास कुछ हैं मेरा मतलब है चयन या मूल रूप से सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम इसलिए हम कर सकते हैं इसलिए क्या संकेत कौन सी सिग्नल प्रोसेसिंग स्कीम लागू होगी इस पर निर्भर करता है कि हम क्या हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस कमरे का एक समग्र तापमान प्राप्त करना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए तो हमें औसत के कुछ प्रकार जोड़ना चाहिए फिर हमें लेना चाहिए यह एक औसत मूल्य है इस प्रक्रिया का चयन नहीं करना चाहिए बल्कि औसत लेना चाहिए यदि आप जानना चाहते हैं यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कमरे के किसी कोने में तापमान 250C से अधिक होगा तो हमें लेना चाहिए इन तीनों का उच्चतम तापमान और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं इसलिए कमरे के हर बिंदु पर तापमान इस सेट से अधिक होगा या निर्धारित तापमान से कम होगा इसलिए कमरे के ठंडा होने की स्थिति में ऐसा ही होता है इसलिए इसमें अगर हम अधिकतम मूल्य का चयन कर सकते हैं तो सही उदाहरण के लिए यहां तक कि अन्य अनुप्रयोग भी हैं कभी कभी आप जानते हैं कि बहुत ही भयावह प्रभाव हो सकते हैं यदि सेंसर महसूस करता है तो प्रतिक्रिया नियंत्रण लूप्स में हो सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई सिंगल सेंसर फीडबैक था और अगर सेंसर फेल हो गया तो कुछ तार कट गए या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या हो गई तो तुरंत मान लीजिए कि यह सिग्नल 0 पर आ जाता है विफलता के कारण फिर यह क्या होगा नियंत्रक के पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं होगा और इसे बस एक त्रुटिएरर दिखाई देगी और इसलिए यह प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से चलाने की कोशिश करेगा लेकिन यह ड्राइविंग नहीं करेगा इस मूल्य में सुधार नहीं करेगा क्योंकि यह है एक विफलता के कारण यह अब सेंस नहीं करेगा इसलिए ऐसे मामलों में औद्योगिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं इसलिए लोग अक्सर ऐसा करते हैं वे S1 S2 लेते हैं वे तीन सेंसर लगाते हैं मान लेते हैं एक ही चरवेरिएबल को समझने के लिए और फिर वे एक वोटिंग लॉजिक डालेंगे अर्थात यदि तीनों सेंसर काम कर रहे हैं तो वे सामान्य हैंतो वे विफल नहीं हैं फिर उनकी रीडिंग बहुत करीब होने जा रहा है अगर सेंसर रीडिंग्स में से कोई भी काफी दूर चला जाता है तो सेंसर रीडिंग में से दो यहाँ हैं जबकि तीसरा यहाँ है इसका मतलब है कि तीसरा एक फौल्टी हो सकता है इसलिए जिस स्थिति में तीसरे वाले मूल्य का उपयोग नियंत्रण में नहीं किया जाएगा इसलिए इसे काट दिया जाएगा और केवल औसत में इन दोनों का उपयोग किया जाएगा इसे ट्रिपल सेंसर वोटिंग ट्रिपल सेंसर वोटिंग कहा जाता है और अक्सर विभिन्न महत्वपूर्ण नियंत्रण लूप्स में लागू किया जाता है इसलिए ऐसा करने से आप कुछ हद तक सेंसर फाल्ट टॉलरेंस प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ऐसी स्थितियों में आप सेंसर चयनात्मक नियंत्रण का उपयोग करें कर सकते हैं वहाँ अन्य स्थितियों भी हैं मूल रूप से जहाँ आप मीडियन फ़िल्टरिंग कर सकते हैं जो कि आप आउटलेयर का चयन कर सकते हैं जब यदि अचानक एक सेंसर को नॉइज़ का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाता है तो यदि हम हमेशा मिडिल वैल्यू का चयन करते हैं तो आप बेहतर शोर को अस्वीकार कर सकते हैं इसलिए आप यह विभिन्न प्रकार के फ़िल्टर करने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं न्यूनतम न्यूनतम मान या माध्य मान या माध्य या मोड मान के लिए प्रतिक्रिया का चयन इसलिए आपके द्वारा चुने जा सकने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों के आधार पर यह चयनात्मक नियंत्रण है बहुत ही सामान्य ज्ञान का दृष्टिकोण है लेकिन कभी कभी आपको ओवरराइड नियंत् असफलताओं जैसी चीजों से महत्वपूर्ण सुरक्षा दे सकता है हमारे पास जो कुछ भी है उसे ओवरराइड नियंत्रण में मेरा मतलब है एक ही प्रणाली को दो के आधार पर संचालित किया जा सकता है दो अलग अलग के आधार पर आप जानते हैं मोड या दर्शन इसलिए वहां इसलिए मूल रूप से यह कुछ एक if then else logic की तरह है बता दें कि यदि जब तक यह हो रहा है इस तरह से सिस्टम को संचालित कर रहा है लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसे इस तरह से संचालित किया जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से यह नियंत्रण लूप एक सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर का एक प्रकार है जो इसके बीच स्विच करता है इस मामले में यह होगा यह एक ही एक्ट्यूएटर को चलाने के लिए दो सेंसर के बीच स्विच करेगा और किस सेंसर को सिस्टम के संचालन के लिए किस मोड के आधार पर इस्तेमाल किया जाएगा एक सामान्य ज्ञान के उदाहरण के रूप में विशिष्ट उदाहरण यहाँ आपके पास कुछ बॉयलर जैसा है जहाँ आपको फीड पानी मिल रहा है और आपको हीट इनपुट मिल रहा है इसलिए आप हमें स्टीम का उत्पादन कर रहे हैं आपके पास पानी है और इसलिए एक जल स्तरलेवल है और भाप निकल रही है और किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा रही है शायद यह एक भाप संयंत्रस्टीम प्लांट है पूरे कारखाने के लिए हैं जहां कई भाप कुछ चीजों को गर्म करने के लिए और कई अन्य उद्देश्यों की आवश्यकता होती है इसलिए आप जो चाहते हैं वह है न तो आप चाहते हैं आप नहीं चाहते कि यह स्तर गिर जाए निचले स्तर तक गिरें इसलिए यदि यह बहुत निचले स्तर तक गिरता है तो तुरंत यह एक स्तर का लूप है जिसे वरीयता मिलनी चाहिए दूसरी तरफ यदि तो दबाव भाप का दबाव एक निश्चित सीमा से आगे नहीं होना चाहिए क्योंकि तब रिसाव हो सकता है जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है इसलिए यदि दबाव एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है फिर प्रेशर कण्ट्रोल मैकेनिज्म को मुख्य रूप लेना चाहिए इसलिए आपको दो अलग अलग नियंत्रण लूप्स की आवश्यकता होती है और जो एक में दिए गए स्थिति में पूर्ववर्तीता ले जाएगा जो दो वेरिएबल की स्थिति पर निर्भर करता है इसलिए ऐसा होता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह हो रहा है जैसे यह अनिवार्य रूप से एक सुरक्षात्मक योजना की तरह है क्योंकि नियंत्रण वास्तव में होगा इसलिए आपको निर्देशांक पता है कि कितना भाप है अंत में यहाँ खींचा जाएगा वह भी इस नियंत्रक के दायरे में नहीं है इसी तरह से कितना पानी फीड किया जायेगा वह भी इस नियंत्रक के दायरे में नहीं है तो क्या होता है यदि यह स्तर बहुत नीचे गिरता है तो क्या होगा कि विवेकपूर्ण रणनीति इस वाल्व को बंद करने के लिए होगी ताकि भाप बाहर न निकले ताकि इच्छा बढ़े कि जो भी कारण होगा वह स्तर बढ़ जाएगा इसलिए हम हैं हम यहाँ से भाप नहीं खींचेंगे और इसी तरह अगर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है फिर हमें वाल्व को बंद करना चाहिए क्योंकि अन्यथा यह होगा इसलिए दबाव को नियंत्रित किया जाएगा इसलिए इन दो मोडों के आधार पर इसलिए वाल्व को बंद करने का मतलब है कि वाल्व को खोलना कम इनपुट का मतलब है उच्च इनपुट इसलिए किसी को भी वाल्व को बंद करने की आवश्यकता है उस एक का उपयोग किया जाएगा इसलिए यह एक है इसलिए एक स्थिति में एक नियंत्रण रणनीति दूसरे पर हावी हो जाएगी इसलिए इसे एक ओवरराइड कहा जाता है इसलिए बहुत सरल और अनिवार्य रूप से ये हैं यह नियंत्रण में एक पर्यवेक्षक है जो मुझे कहना चाहिए क्योंकि आप हैं क्योंकि जैसे कि आप पर्यवेक्षण करना जानते हैं प्रक्रिया की निगरानी करना और प्रक्रिया को बदलना प्रक्रिया के कॉन्फ़िगरेशन को बदलना इसलिए अगले एक पर वापस आना पिछले एक है स्प्लिट रेंज नियंत्रण पहला उदाहरण हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का है इसलिए हमारे पास मानक है यह वह स्थान है जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और एक टेम्परेचर नियंत्रककंट्रोलर है और हमारे पास एक सेट तापमानटेम्परेचर भी है जो हम आम तौर पर करते हैं एक डायल का उपयोग करके या कभी कभी रिमोट का उपयोग करके सेट किया जाता है और तापमान या तो गर्म पानी से प्रभावित होता है आप जानते हैं यदि आप विदेशों में हीटिंग रूम के लिए उनके पास कमरे कमरे के विभिन्न कोनों पर हीट एक्सचेंजर्स स्थापित हैं जो वे उनके माध्यम से भेजते हैं वे गर्म पानी भेजते हैं या आप एयर कंडीशनिंग की तरह ठंडी हवा ले सकते हैं और इस बात पर निर्भर करता है कि आप कमरे को गर्म करना चाहते हैं या कमरे को ठंडा करना चाहते हैं यह निर्धारित तापमान पर निर्भर करता है जो यह है कि यह परिवेश से अधिक है या परिवेश से कम है आपको इसे सक्रिय करना होगा actuator या इस actuator को सक्रिय करें इसलिए यह कुछ हद तक त्रुटि पर है इसलिए सेट तापमान की कुछ सीमा है इसलिए जब सेट तापमान परिवेश के तापमान से अधिक होता है तो आप इस एक्चुएटर का उपयोग करते हैं जो एक गर्म पानी का कार्य है और जब सेट तापमान उस सीमा में परिवेश के तापमान से नीचे होता है तो आप ठंडी हवा के एक्ट्यूएटर का उपयोग करते हैं इसलिए इस कारण इसे स्प्लिट रेंज कंट्रोल कहा जाता है क्योंकि रेंज दो अलग अलग कंट्रोल मोड में विभाजित होती है इसलिए आप इसे देखते हैं आमतौर पर यह परिवेश का टेम्परेचर पॉइंट तापमान बिंदु है यह परिवेश का टेम्परेचर पॉइंट है और यदि सेट तापमान इसके ऊपर है तो त्रुटिएरर बढ़ने पर गर्म पानी के वाल्व धीरे धीरे खुलते हैं इसलिए इसलिए नियंत्रण इनपुट यानी समग्र नियंत्रण इस प्रक्रिया में इनपुट जो उसके तापमान को बदलता है इस तापमान सीमा में यह धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर अंत में स्थिर हो जाएगा इसी तरह जब सेट तापमान परिवेश के तापमान से नीचे होता है तो ठंडे पानी के वाल्व की विशेषता का पालन किया जाएगा और यह बढ़ जाएगा इसलिए समग्र नियंत्रण इनपुट विशेषता इस प्रकार है दो श्रेणियों में और इस सीमा में इस श्रेणी में आप ठंडे पानी के वाल्व का संचालन करते हैं और इस सीमा में आप गर्म पानी का संचालन करते हैं इसलिए यह रिक्त स्थान का मानक HVAC नियंत्रण है यहाँ एक और उदाहरण है जो एक रिएक्टर के लिए जो बहुत समान है इसलिए यहां आप क्या करते हैं रिएक्टर आप रिएक्टर में दबाव को नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिए रिएक्टर में दबाव या तो फ़ीड दर को नियंत्रित करने या उत्पाद के ऑउटफ्लो रेट को नियंत्रित करने के कारण हो सकता है ठीक है इसलिए दबाव के प्रारंभिक भाग में आप नियंत्रण करते हैं आप धीरे धीरे खोलते हैं आप धीरे धीरे उत्पाद वाल्व खोलते हैं इसलिए आप देखते हैं कि यह उत्पाद वाल्व की विशेषता है कुछ समय बाद उत्पाद वाल्व पूरी तरह से खुला है इसलिए यह नहीं हो सकता है इसलिए दबाव बढ़ रहा है इसलिए आप धीरे धीरे उत्पाद वाल्व खोलते हैं अब यदि इस पर इस बिंदु के बाद दबाव उत्पाद वाल्व से प्रभावित नहीं हो सकता है क्योंकि उत्पाद वाल्व पूरी तरह से बंद है तो उस स्थिति में आप फ़ीड वाल्व बंद करना शुरू करते हैं इसलिए फ़ीड वाल्व यहां संचालित होता है इसलिए वास्तव में आपका सही संचालन विशेषता यह है कि इस बार आप उत्पाद वाल्व खोलते हैं और इस बार आप फीड वाल्व बंद करते हैं इसलिए यह विभाजन सीमा नियंत्रणस्प्लिट रेंज कण्ट्रोल है जहां आपने केवल एक सेंसर जीता है लेकिन कई एक्ट्यूएटर्स इसलिए हम यह है हम व्याख्यान के अंत में आए हैं और बस इस तरह के कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं मल्टी सेंसर मल्टी एक्ट्यूएटर कंट्रोल जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें अक्सर सुपरवाइजरी कण्ट्रोल लॉजिकपर्यवेक्षी नियंत्रण तर्क की आवश्यकता होती है इसलिए आप देखते हैं कि आप अपने मूल नियंत्रण तर्क के अलावा जो कि ठंडे पानी के वाल्व पर गर्म पानी के वाल्व में है जो एक स्वचालित नियंत्रक होगा लेकिन फिर भी हम तर्क की उस इकाइयों के ऊपर फिर से प्रक्रिया चर के आधार पर जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा काम करेगा कौन सा सेंसर सक्रिय होगा कौन सा एक्ट्यूएटर सक्रिय होगा कौन सा नियंत्रक सक्रिय होगा इसलिए इसे पर्यवेक्षी नियंत्रण तर्क कहा जाता है और वे प्रक्रिया संचालन के लिए जिनकी आपको अक्सर आवश्यकता होती है इसलिए यह कभी कभी इन नियंत्रण छोरों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो आप ऑपरेटिंग मोडपरिचालन मोड के बीच स्विच कर सकते हैं और ये सुपरवाइजरी कण्ट्रोल लॉजिक शेड्यूल सेंसर एक्ट्यूएटर्स कनेक्ट कभी कभी इस एक्ट्यूएटर का उपयोग करते हैं कभी कभी उस एक्ट्यूएटर का उपयोग करते हैं इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट्स और सेट पॉइंट्स के आधार पर और केवल एक चीज यह है कि जब आप हैं तो आप यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब आप एक मोड से दूसरे मोड में स्विच कर रहे हैं तो आप जानते हैं धक्कों हमने पीआईडी नियंत्रण के संदर्भ में टक्कर को कम स्थानान्तरण माना है इसलिए हमें बहुत अधिक बहुत सारे धक्कों को नहीं करना चाहिए जब आप एक मोड से दूसरे में स्थानांतरित कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी एक्ट्यूएटर्स या प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है जिससे हमें अगले पाठ से प्रक्रिया नियंत्रण मॉड्यूल के अंत में लाया जाता है हम अनुक्रम नियंत्रण के एक अलग मॉड्यूल में प्रवेश करेंगे इसलिए हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा आप औद्योगिक सब जानते हैं यह निष्कर्ष निकालते हैं कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में कभी कभी बहुत जटिल गतिशीलता होती है जिसमें फेज लेग होते हैं उनमें नॉन लिनारिटी होती है लाभ में परिवर्तन होगा लेकिन इससे जटिलता पैदा होती है ठीक उसी समय प्रक्रिया की गति धीमी होती है इसलिए कभी कभी ऐसा होता है अच्छा है आप जानते हैं कि तेज़ प्रक्रियाएं नियंत्रित करना मुश्किल है लेकिन साथ ही कभी कभी आपको पता है कि गड़बड़ी भी धीमी गति से यात्रा करती है उन्हें जल्दी पता लगाया जाना चाहिए अन्यथा बड़ी त्रुटियां अनुभव हो सकती हैं जो अस्वीकार्य रूप से लंबे समय तक बनी रह सकती हैं तो हमे सेंसर और एक्ट्यूएटर नॉनलाइनरिटीज पर का ध्यान रखना पड़ता है फ्लो वाल्व नामक प्रमुख एक्ट्यूएटर्स में महत्वपूर्ण नॉनलाइनरिटीज होती है कई सेंसर जैसे आप तापमान सेंसर जानते हैं फ्लो सेंसर में भी नॉनलाइनरिटी होती है इसलिए उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और आमतौर पर मुझे लगता है कि लगभग नब्बे प्रतिशत मामले हैं पीआईडी नियंत्रकों का उपयोग किया जाता है कभी कभी बम्प कम स्थानांतरण आदि के लिए एंटी विंड अप के लिए विभिन्न विशेष कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपयोग किया जाता है जैसा कि हमने बैक डेरिवेटिव फीडबैक के लिए विशेष स्ट्रक्चर के देखा है लेकिन आमतौर पर नियंत्रक पीआईडी बहुत ही सामान्य हैं और पीआईडी नियंत्रकों को ट्यून करना पड़ता है आप जानते हैं कंट्रोल ट्यूनिंग का नियंत्रकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और उदाहरण के लिए आधुनिक नियंत्रक ट्यूनिंग सॉफ़्टवेयर बहुत ही विभिन्न परिष्कृत सुविधाओं के साथ आते हैं इसलिए ट्यूनिंग की बहुत आवश्यकता है और आपको कुछ समय की आवश्यकता है कुछ सुपरवाइजरी लॉजिकपर्यवेक्षी तर्क आप जानते हैं प्रदर्शन में सुधार विफलताओं को रोकने निदान करने के लिए इसलिए ये सभी भी आवश्यक हैं इसी तरह पर्यवेक्षक तर्क का उपयोग कई नियंत्रण छोरों के बीच बातचीत का इलाज करने के लिए भी किया जा सकता है और अंत में अक्सर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए देखभाल करने के लिए अक्सर विभिन्न प्रकार के विशेष नियंत्रण संरचनाओं का उपयोग करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्षों के अनुभव के साथ अधिकांश सामान्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए बहुत अच्छी तरह से ज्ञात समाधान मौजूद हैं इसलिए कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं करेगा इसलिए यह हमें अगले नियंत्रण से अनुक्रम नियंत्रण मॉड्यूल के अंत में लाता है जिसे हम अनुक्रम नियंत्रण करेंगे और सबक की समीक्षा के लिए आ रहा है हमारे पास हमने सिलेक्टिव ओवरराइड और स्प्लिट रेंज के रूप में सिंगल सेंसर कंट्रोल कैस्केड कंट्रोल और मल्टी सेंसर मल्टी एक्ट्यूएटर कंट्रोल की समस्याएं देखी है अंक की ओर इशारा करते हैं देते हैं तो आपके पास है आपने उल्लेख किया है कि कैस्केड नियंत्रण किस तरह की प्रक्रियाओं के प्रभावी होने की संभावना है इसलिए कुछ उदाहरण लें और जांच करें कि कैसे दो सबसिस्टम कैसे होने चाहिए जैसे प्रक्रिया नियंत्रण का उपयोग करना प्रभावी है क्यों उच्च स्थिरता मार्जिन क्षणिक प्रतिक्रियाट्रांसिएंट रिस्पांस को बेहतर बनाता है यही कारण है कि मेरा मतलब है कि समझाने की कोशिश करो यह संबंधित है मूल रूप से नियंत्रक लाभ की सीमा से संबंधित है जो आपके पास हो सकता है और आकर्षित कर सकता है एक व्यावहारिक औद्योगिक प्रक्रिया के लिए एक कास्केड कण्ट्रोल लूप के आरेख को अवरुद्ध करें यह बहुत महत्वपूर्ण है और एक इसे आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए इसी तरह सेलेक्टिव कण्ट्रोल लूप्स के ब्लॉक डायग्राम और ओवरराइड और स्प्लिट रेंज कंट्रोल लूप उपयोगी अभ्यास हैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद